अब हम प्रोजेक्टिव मॉनिटरिंग और कंट्रोल के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं जिसे चेंज कंट्रोल और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है पहले हमें कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट पर जाएंगे इसलिए जब डाक्यूमेंट्स जैसे कि यूजर की आवश्यकता वगैरह को डेवलप्ड किया जा रहा है तो उस डाक्यूमेंट्स के कई अलग अलग वर्जन हो सकते हैं क्योंकि यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसऔर रिव्यू के अलग अलग फेस से गुजरता है इस पॉइंट पर कोई भी चेंज कंट्रोल प्रोसेसबहुत ही इनफॉर्मल होगी और यह फ्लैक्सिबल होगी और हम बाद में इसका विवरण देखेंगे कुछ पॉइंट पर जिसे अंतिम वर्जनमाना जाता है जिसे किसी पॉइंट पर या फिक्स्ड होना होता है कुछ पॉइंट तब आएगा जब यह मान लिया जाएगा कि यह डाक्यूमेंट्स अंतिम है यह अंतिम वर्जनहै या जिसे बनाना है तब हमें उस डाक्यूमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेसको फ्रीज करना होगा तो यह बेसलाइन वर्जनके रूप में माना जाएगा और यह इस पॉइंट पर सबसे प्रभावी रूप से फिक्स है बेसलाइन उत्पाद आम तौर पर आगे के उत्पादों या आगे के डाक्यूमेंट्स के डेवलपमेंट की नींव हैं उदाहरण के लिए यदि आप इंटरफ़ेस डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स को डेवलप्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बेसलाइन यूजर डाक्यूमेंट्स से डेवलप्ड कर सकते हैं अब बेसलाइन डाक्यूमेंट्स में कोई भी बदलाव यह पैदा कर सकता है कि दस्तक पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रोजेक्ट के अन्य भाग इसका मतलब है अगर आप बेसलाइन डाक्यूमेंट्स में कोई बदलाव करेंगे तो प्रोजेक्ट के अन्य हिस्से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन कभी कभी ये चेंज होते हैं तो यही कारण है कि इस कारण से बेसलाइन डाक्यूमेंट्स में बाद के बदलावों को उन्हें बहुत कड़ाई से नियंत्रित और मॉनिटर किया जाना है अब देखते हैं कि विशिष्ट चेंज कंट्रोल प्रोसेसक्या है चेंजकंट्रोल प्रोसेसमें किन फेस का पालन किया जाता है सबसे पहले एक या एक से अधिक यूजर वे अनुभव कर सकते हैं कि चेंज की आवश्यकता है तब यदि वे अनुभव करते हैं कि चेंज की आवश्यकता है फिर यूजरमैनेजमेंट उन्हें यह तय करना होगा कि यूजरओं द्वारा सोचा गया चेंज यूजरओं द्वारा सोचा गया है यह मान्य और सार्थक है और फिर वे इसे डेवलप्डमैनेजमेंट को पारित करेंगे डेवलपमेंट समूह के एक डेवलपर के बगल में उसे यह आकलन करने के लिए सौंपा जाएगा कि व्यावहारिकता क्या है और चेंजकरने की कॉस्ट क्या है यदि यह व्यावहारिक रूप से फिजिबल है तो वे अगले चरण के लिए जा सकते हैं इसी तरह वे इवेलुएट करेंगे कि चेंजके साथ कितनी कॉस्ट शामिल होगी फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट वे यूजर मैनेजमेंट को वापस रिपोर्ट करते हैं कि हां यह वह कॉस्ट है जो चेंजके लिए आवश्यक होगी और फिर यूजरमैनेजमेंट को निर्णय लेना होगा कि क्या कॉस्ट के आधार पर चेंजके साथ आगे बढ़ना है यदि कॉस्ट अधिक है तो वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं या यदि उनके साथ जो स्वीकार्य है तो वे हरी झंडी दे सकते हैं हां आप डेवलपमेंट टीम में बदलाव के लिए आगे बढ़ सकते हैं अब फिर यूजरमैनेजमेंट पर सहमति होने के बाद फिर एक या एक से अधिक डेवलपर्स को उन कंपोनेंट की कॉपी बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है जिन्हें उन्हें संशोधित किया जाना है फिर इन एक या दो डेवलपर्स द्वारा कॉपी संशोधित की जाती हैं फिर प्रारंभिक टेस्टिंग के बाद यूजरओं द्वारा स्वीकृति टेस्टिंग करने के लिए यूजरओं के लिए एक टेस्टिंग वर्जनजारी किया जाता है तब यूजर वे स्वीकृति टेस्टिंग का संचालन करते हैं जब यूजर स्वीकृति टेस्टिंग से संतुष्ट होता है हाँ चेंजठीक है फिर उस उत्पाद या डाक्यूमेंट्स का परिचालन जारी होने के लिए अधिकृत है इसे जारी किया जाता है और फिर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो उन्हें इन नए बदले गए के साथ अपडेट किया जाता है इसलिए इस चेंजकंट्रोल प्रोसेसके दौरान इसलिए प्रत्येक संगठन में आम तौर पर एक कर्मचारी को कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन के रूप में जाना जाता है आइए देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन के कर्तव्य क्या हो सकते हैं इसलिए पहले उसे उन सभी वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए जिन्हें कंट्रोल बदलने के लिए आवश्यक है क्या आइटम क्या डाक्यूमेंट्स है कि एक चेंजकंट्रोल से गुजरना करने की जरूरत है वह मास्टर कॉपीस के एक सेंट्रल रिपोजिटरी की स्थापना औरमैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार होगा तो सभी मास्टर कॉपी एक सेंट्रल रिपोजिटरी में संग्रहीत की जाएंगी इसलिए यह सभी प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों की मास्टर कॉपीस के सेंट्रल रिपोजिटरी की स्थापना औरमैनेजमेंट की व्यवस्था करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन का काम है फिर वह प्रक्रियाओं के एक फॉर्मल सेट को स्थापित करने और चलाने के लिए भी जिम्मेदार हैचेंजिंस से निपटें उसे प्रक्रियाओं का एक फॉर्मल सेट तैयार करना और चलाना चाहिए इसके अलावा वह उन अभिलेखों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है जिनके पास पुस्तकालय की कौन सी वस्तुएं हैं और प्रत्येक पुस्तकालय की वस्तु की स्थिति कब और क्या है जैसे कि यह डेवलपमेंट के तहत है या टेस्टिंग के तहत या यह जारी किया गया है तो इस तरह की चीजों को इस कंफीग्रेशन लाइब्रेरियन द्वारा बनाए रखा जाएगा अब हम महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं जो सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है इसलिए आम तौर पर एक प्रोजेक्ट में चेंज होता है यह किसी भी कार्य प्रोडक्ट जैसे रिक्वायरमेंट डाक्यूमेंट्स एसआरएस डाक्यूमेंट्स डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स कोडिंग टेस्टिंग योजना वगैरह में हो सकता है और यह कई क्षेत्रों जैसे बग फिक्सिंग खाते के चेंज के कारण हो सकता है काम सिंपलीफिकेशन और एफिशिएंसी इश्यूज पर विचार वगैरह आपको इन विभिन्न डाक्यूमेंट्स को बदलना पड़ सकता है तो चेंज मैनेजमेंट वास्तव में मैन्युअल रूप से किया जा सकता है यह मैन्युअल रूप से डिज़ाइन किए गए कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन द्वारा किया जा सकता है अंतिम स्लाइड में मैंने बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन के कर्तव्य क्या हैं कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन मैन्युअल रूप से चेंज मैनेजमेंट क्या कर सकता है लेकिन मैनुअल चेंजप्रबंधन प्रोसेसबहुत अधिक कठिनाई और समय लेने वाली हो जाती है जब हम सभी वर्क प्रोडक्ट्स पर होने वाले चेंजिंस पर विचार करते हैं इसलिए जब किसी प्रोजेक्ट में आपके पास सभी वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं तो कई वर्क प्रोडक्ट होते हैं और यदि आप सभी वर्क प्रोडक्ट्स को बदलना चाहते हैं फिर इसे मैन्युअल रूप से करना बहुत मुश्किल है इसके अलावा जब प्रोडक्ट के कई वर्जनहोते हैं तो कई प्रकार होते हैं प्रोडक्ट के कई प्रकार होते हैं और फिर कई व्यक्ति एक साथ इन कई प्रकारों पर काम कर सकते हैं जिन्हें वे बदलने की कोशिश कर सकते हैं फिर यह समस्या पैदा करेगा तो यही कारण है कि मैनुअल चेंज मैनेजमेंट इसके लिए बहुत मुश्किल है आपको इसे ऑटोमेटिंग करने के लिए जाना होगा तो इस स्थिति में एक व्यवस्थित सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट प्रोसेसको बुलाया जाता है SCM इसे उचित टूंलस समर्थन के साथ तैनात करने की आवश्यकता है SCM भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के चेंजिंस को ट्रैक करने और नियंत्रित करने से संबंधित है इसलिए सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट यह चिंतित है कि कैसे ट्रैक किया जाए और किसी सॉफ़्टवेयर में किए गए विभिन्न चेंजिंस को कैसे नियंत्रित किया जाए किसी भी व्यवस्थितसिस्टमैटिक डेवलपमेंट और रखरखाव के एनवायरनमेंट में विभिन्न वर्क प्रोडक्टस को सॉफ़्टवेयर से जुड़े कोड डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स और SRS डाक्यूमेंट्स वगैरह जैसे लगातार चेंजकी आवश्यकता हो सकती है उन्हें निरंतर की आवश्यकता हो सकती है वे डेवलपमेंट के चरण के साथ साथ रखरखाव चरण के दौरान लगातार बदल सकते हैं और आपको इन चेंजिंस को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना होगा तो एक टीम के डेवलपमेंट के एनवायरमेंट में प्रत्येक सदस्य क्या होगा डेवलपमेंट या रखरखाव टीम वे तय करेंगे कि उन्हें कुछ रिवीजन अनुरोधों को संभालने के लिए सौंपा जाएगा इसलिए दोनों डेवलपमेंट टीम के साथ साथमैनेजमेंट टीम रखरखाव टीम इसलिए कुछ सदस्यों को मॉडिफाइड रिक्वेस्ट को संभालने के लिए सौंपा जाएगा इसलिए प्रत्येक कार्य उत्पाद को कई सदस्यों द्वारा एक्सेस और संशोधित करना होगा इसलिए प्रत्येक वर्क प्रोडक्ट को पहले एक्सेस करना होगा चाहे वह अब संभव हो इसे बदलें या नहीं यदि यह संभव है कि आप एक चेंज कर सकते हैं तो यह फिजिबल है फिर यह कई सदस्यों द्वारा मॉडिफाइड किया जा सकता है लेकिन अगर कई सदस्य एक साथ एक ही डाक्यूमेंट्स को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो समस्या होगी ऐसा होगा कि इससे असंगति हो सकती है ऐसी स्थिति में जब तक आप एक उचित कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं तो कई समस्याएं दिखाई दे सकती हैं हम देखेंगे कि क्या समस्याएं दिखाई दे सकती हैं यदि आप एक उचित कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे तो देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट क्या है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर के चेंजिंस को ट्रैक करने और नियंत्रित करने के साथ संबंधित है इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं यह गतिविधियों का समूह है जिसके माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन आइटम मैनेजड किए जाते हैं हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या हैं तो कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट गतिविधियों का एक सेट है जिसके माध्यम से विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन आइटम प्रबंधित किए जाते हैं और साथ ही साथ बनाए रखा गया उत्पाद इसे जीवन चक्र फेस से गुजरता है अब देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या आवश्यक है तो दो महत्वपूर्ण चरण डेवलपमेंट चरण के साथ साथ रखरखाव चरण के दौरान कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट का उपयोग करेंगे डेवलपमेंट के फेस के दौरान एक डेवलपमेंट गतिविधियों के रूप में वे वर्क प्रोडक्ट मॉडिफाइड हो सकते हैं इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट के लिए क्या करना है इसी तरह मेंटेनेंस फेस के चरण के दौरान फर्क प्रोडक्ट विभिन्न के कारण बदल सकते हैं एनहैंसमेंट और एडॉप्शनस लेने के प्रकार जो बग फिक्सिंग वगैरह शामिल हैं तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए भी जाना पड़ सकता है तो चेंज मैनेजमेंट भी इस समय आवश्यक है इसलिए इस प्रकार वर्क प्रोडक्ट की स्थिति वे लगातार डेवलपमेंट की अवधि के साथ साथ मेंटेनेंस पीरियड के दौरान दोनों बदलते हैं अब देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन से आपका क्या तात्पर्य है किसी भी समय सभी वर्क प्रोडक्टस की स्थिति को कॉन्फ़िगरेशन ठीक कहा जाता है सभी वर्क प्रोडक्टस जैसे एसआरएस डाक्यूमेंट्स और ये जो कह सकते हैं कि डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स कोडिंग टेस्टिंग योजना वगैरह किसी भी समय सभी वर्क प्रोडक्टस की स्थिति है सॉफ्टवेयर उत्पाद का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सौदों के साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अपने संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान सॉफ्टवेयर उत्पाद के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे ट्रैक करें और कैसे नियंत्रित करें प्रभावी ढंग से करता है प्रभावी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटटूंलस को तैनात करना आवश्यक है उनमें से कई कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट टूंलस उपलब्ध हैं कुछ खुले सॉफ़्टवेयर हैं वहीं आप उन्हें किसी भी लाइसेंस शुल्क से मुक्त कर सकते हैं और अन्य वाणिज्यिक टूंलस हैं अंत में मैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट के लिए कुछ वाणिज्यिक टूल या कुछ मुक्त स्रोत टूंलस की एक सूची दूंगा इसलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटप्रथाओं में दो महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं वर्जनकंट्रोल और आधार रेखाओं की स्थापना अब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं पहला कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि सॉफ़्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यह विभिन्न वर्क प्रोडक्टस की स्थिति है जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ठीक है तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यह विभिन्न कार्यों की स्थिति है उत्पाद जैसे SRS डाक्यूमेंट्स डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स कोड या कोड टेस्टिंग पलेंस वगैरह जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में हैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में काम कर रहे उत्पादों को आमतौर पर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के संदर्भ के रूप में किया जाता है इसलिए ये कार्य उत्पाद जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में हैं उन्हें योगदान आइटम कहा जाता है निम्नलिखित के रूप में एक कॉन्फ़िगरेशन को सोचना बहुत सुविधाजनक है आप उन्हें विभिन्न वर्क प्रोडक्टस का प्रतिनिधित्व करने वाली फाइलों के एक सेट के रूप में मान सकते हैं जिन्हें कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सोचा जा सकता है उदाहरण के लिए एक सैंपल सॉफ्टवेयर उत्पाद का कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अगली स्लाइड में दिखाया है इसमें निम्न कॉन्फ़िगरेशन आइटम या इस तरह के वर्क प्रोडक्ट शामिल हैं यह एक वर्क प्रोडक्ट है तो W1 यह कई कॉन्फ़िगरेशन वस्तुओं में विभाजित है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आइटम W 1 W 2 W 3 तक W n वगैरह हैं अब हम उस वर्जनका अगला शब्द देखते हैं डेवलपमेंट और रखरखाव गतिविधियों के रूप में एक सॉफ्टवेयर उत्पाद पर किया जाता है यह एक कॉन्फ़िगरेशन बदलता रहता है तो मैं पहले से ही आपको डेवलपमेंट की अवधि के साथ साथ मेंटेनेंस की अवधि के दौरान बताया गया है इसलिए जब भी उन्हें किसी सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट पर किया जाता है तो यह कॉन्फ़िगरेशन है जो एक या अधिक कॉन्फ़िगरेशन आइटम हैं जो वे बदलते रहते हैं निश्चित समय पर मौजूद कॉन्फ़िगरेशन को संदर्भित करना अक्सर आवश्यक होता है हम यह जानना चाहते हैं कि दो दिन पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है इसलिए बहुत बार यह आवश्यक है कि मौजूद कॉन्फ़िगरेशन को देखें उस सॉफ़्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जो निश्चित समय पर मौजूद था उदाहरण के लिए मान लें कि हम सॉफ़्टवेयर के अंतिम सप्ताह के कॉन्फ़िगरेशन या पिछले वर्ष के सॉफ़्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को संदर्भित करना चाहते हैं तो इस तरह से हमें किसी समय कॉन्फ़िगरेशन को संदर्भ में करना पड़ सकता है इसलिए एक वर्जनका मतलब है कि यह एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कुछ निश्चित समय पर अस्तित्व में है बहुत संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक वर्जनएक कॉन्फ़िगरेशन है जो किसी समय किसी पॉइंट पर मौजूद होता है इसलिए अधिक तकनीकी रूप से वर्जनएक नंबरिंग योजना है जो हमें मदद करती है एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन की पहचान करें ठीक है इसलिए तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं कि वर्जनिंग का मतलब यह एक नंबरिंग स्कीम है इसकी आवश्यकता क्यों है जो हमें एक विशिष्ट या किसी निश्चित समय पर एक विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन की पहचान करने में मदद करता है इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस नंबरिंग स्कीम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह वर्जनिंग या नंबरिंग स्कीम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह एक कॉन्फ़िगरेशन टूल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो वर्जननाम के साथ कॉन्फ़िगरेशन आइटम का प्रतिनिधित्व करने या हाँ करने वाली फ़ाइलों को टैग करके जैसा कि एक सॉफ्टवेयर जारी किया जाता है और ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाता है कई त्रुटियों की खोज की जाती है और फिर सुधार किए जाते हैं जो कि सुधार करते हैं लेकिन फंक्शनैलिटीस तो सॉफ्टवेयर की एक नई रिलीज फिर सॉफ्टवेयर के कई रिलीज आते हैं सॉफ्टवेयर की एक नई रिलीज एक बेहतर प्रणाली है जिसका उद्देश्य किसी पुराने को बदलना है तो आप जानते हैं कि कई संस्करणों में आ रहे हैं आने वाले सॉफ़्टवेयर के कई रिलीज़ Microsoft हो सकते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर की एक नई रिलीज यह एक बेहतर प्रणाली है जो पुराने को बदलने के लिए है तो आमतौर पर एक उत्पाद को वर्जनएम के रूप में वर्णित किया जाता है और एन या बस वर्जनएम डॉट एन के रूप में जारी किया जाता है जहाँ m वर्जनको संदर्भित करता है और n रिलीज़ को संदर्भित करता है अब हम जल्दी से देखते हैं कि रिवीजन क्या है एक रिवीजन प्रणाली एक नंबरिंग योजना है जिसका उपयोग किसी भी समय एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम की स्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है इसलिए क्योंकि आपको किस वर्जनऔर रिवीजन के बीच अंतर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए एक रिवीजन प्रणाली भी एक नंबरिंग योजना है जो किसी भी समय एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम की स्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है हर बार एक कार्य उत्पाद को अपडेट किया जाता है यह राज्य है जाहिर है यह बदल जाता है इस प्रकार हम एक कार्य उत्पाद के बारे में सोच सकते हैं जो इसके माध्यम से चल रहा है जब तक कि यह डिजायर स्टेट तक नहीं पहुंचता है इसलिए एक वांछित स्थिति तक पहुंचने तक एक कार्य उत्पाद अपडेट की एक श्रृंखला के माध्यम से जा सकता है तो एक कार्य उत्पाद अगली स्टेट उसका अगला लगातार होने वाला रिवीजन है इसलिए जब भी आप कोई अपडेशन अपडेट कर रहे होते हैं तो किसी कार्य उत्पाद की सक्सेसिव स्टेट की स्थिति उसका सक्सेसिव रिवीजन है इस प्रकार हर बार किसी कॉन्फ़िगरेशन आइटम को अपडेट किया जाता है किसी भी समय किसी भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम जैसे कोड या डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स या SRS डाक्यूमेंट्स को अपडेट किया जाता है एक नया रिवीजन बन जाता है फिर रिवीजन संख्या का उपयोग करके किसी कार्य उत्पाद की एक विशिष्ट स्थिति को संदर्भित करना संभव हो जाता है हर बार जब आप अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं तो एक संख्या जिसे आप असाइन कर रहे हैं यह किसी कार्य उत्पाद की विशिष्ट स्थिति को संदर्भित करने के लिए संभव है जो कि रिवीजन संख्या है अब देखते हैं कि बेसलाइन क्या है बेसलाइन एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है जो किया गया हैफॉर्मल रूप से रिव्यू की गई और इस पर सहमति व्यक्त की गई और यह आगे के डेवलपमेंट के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है तो यहाँ क्या है पहले यह एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो पहले से ही डेवलपर द्वारा फॉर्मल रूप से रिव्यू की गई है जिसे यूजरओं ने भी देखा है और वे दोनों पर सहमत हुए हैं इस पर सहमत हुए हैं और फिर यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आगे डेवलपमेंट के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है वेरिएंट वेरिएंट का मतलब है कि वे ऐसे वर्जनहैं जो अपने सह अस्तित्व के लिए को अभिप्रेत हैं तो ये अलग अलग वर्जनहैं जो वे सह अस्तित्व की इच्छा के लिए हैं और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम ओके पर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अलग अलग वेरिएंट की आवश्यकता हो सकती है यह आवश्यक हो सकता है कि अलग अलग वेरिएंट हों उन्हें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म वगैरह या शायद अलग अलग ब्राउजर पर सॉफ्टवेयर को चलाने की आवश्यकता हो सकती है तो आइए हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं कि एक गणित गणना पैकेज का एक संस्करण यूनिक्स आधारित मशीनों पर चल सकता है एक अन्य Microsoft विंडोज़ मशीनों पर चल सकता है एक अन्य वर्जनसोलारिस वगैरह पर चल सकता है तो यह एक उदाहरण हो सकता है एक और उदाहरण उन लोगों का हो सकता है जिन्होंने लाटेक्स का इस्तेमाल किया है इसलिए लाटेक्स सामान्य रूप से यूनिक्स वर्जनमें इसका उपयोग किया जाता है लेकिन दूसरा वर्जनवे हैं यदि आप विंडोज़ वर्जनका उपयोग कर रहे हैं तो अन्य वेरिएंट को MiKTeX कहा जाता है तो यह एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो आप यूनिक्स वर्जनमें लाटेक्स का उपयोग कर सकते हैं और खिड़कियों के लिए वर्जनएमआईकेटीएक्स के साथ है इसलिए जब सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के फंक्शनैलिटीस के विभिन्न स्तरों के साथ करने का इरादा होता है तो वेरिएंट भी बनाने की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के लिए नोवाइस यूजरओं के लिए यह नोवाइस वर्जन है इंटरप्राइजेज के लिए यह इंटरप्राइजेज वर्जन एक्सपीरियंस के लिए और प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल वर्जन हो सकता है इसलिए वेरिएंट अक्सर ऑपरेशन के फेस के दौरान डेवलपमेंट के चरण के दौरान और जब और जब अतिव्यापी कार्यक्षमता वाले सॉफ़्टवेयर उत्पादों की आवश्यकता होती है तो वे अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं यहां तक कि इस सॉफ़्टवेयर की प्रारंभिक डिलीवरी में कई वर्जनशामिल हो सकते हैं इसलिए जब भी आप शुरू में होते हैं तो पहली बार जब आप वितरित कर रहे होते हैं तो सॉफ़्टवेयर की प्रारंभिक डिलीवरी कई संस्करणों पर विचार कर सकती है और बाद में अधिक वर्जनबनाए जा सकते हैं अब देखते हैं कि SCM का उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटका उपयोग क्यों किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है इसलिए कई उद्देश्य हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मैंने यहां लिखे हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है सबसे पहले कॉन्करेंट से जुड़ी समस्याएं इसलिए एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम एक साथ कई यूजर या कई डेवलपर्स जिन्हें वे तब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यह असंगतता को जन्म देगा इसलिए कॉन्करेंट एक्सेस से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए हमें सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट के लिए जाना चाहिए इसी प्रकार चेंजिंस को पूर्ववत करते हुए कई बार जो आवश्यक होता है हमें कुछ गलत काम करना पड़ सकता है और हम इसे पूर्ववत करना चाहते हैं इसलिए चेंजिंस को अंडू करने के लिए यह कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट के लिए कौन से सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता है एक और समय काउंटिंग है जिसने चेंज किया था उस पर नज़र रखने के लिए जब उसने चेंज किया था और उसने चेंज क्यों किए थे इसलिए सभी विवरणों पर नज़र रखने के लिए आप यह है कि हम टेक्नोलॉजी में सिस्टम एकाउंटिंग कहते हैं तो यही कारण है कि SCM की आवश्यकता हो सकती है इसी तरह अलग अलग वेरिएंट को संभालने और उनमें बग्स को ठीक करने में मदद करने के लिए मैंने पहले से ही वेरिएंट के बारे में बताया है कि वेरिएंट को कैसे हैंडल किया जाए वेरिएंट को कैसे निपटाया जाए और वेरिएंट में बग्स को कैसे ठीक किया जाए कैसे मदद की जाए आप इस सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह प्रोजेक्ट की स्थिति का संचित निर्धारण वर्तमान प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है हम प्रोजेक्ट की सही स्थिति जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं और इसी तरह काम के उत्पादों के लिए अनधिकृत पहुंच को रोकना केवल प्रोजेक्ट प्रबंधक को देखें वह डेवलपर्स को काम के उत्पादों तक पहुंचने की अनुमति देगा अनुमति के बिना कोई भी या कोई भी वास्तव में इस तक नहीं पहुंच सकता है तो अगर कोई भी काम करने वाले उत्पादों को अनधिकृत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है फिर उसे रोका जाएगा यदि आप सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट कर रहे हैं तो यह एक और कारण है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट का उपयोग करके कार्य उत्पाद पर अन ऑथराइज पहुंच को रोका जा सकता है तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट का उपयोग करने के विभिन्न कारण हैं इन बातों को स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ ये आसान चीजें हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं अब हमें यह देखना चाहिए कि क्या है जो हमने अभी तक देखा है हमने पहली बार देखा है चेंजकंट्रोल की क्या आवश्यकता है चेंजकंट्रोल क्यों आवश्यक है फिर हमने यह भी देखा है कि चेंजकंट्रोल के चरण एक संगठन में चेंजकंट्रोल कैसे प्राप्त किया जा सकता है हमने चेंजकंट्रोल प्रोसेसपर भी चर्चा की है हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अवधारणा के बारे में भी बताया है सॉफ्टवेयर सॉफ़् टवेयर क्या है सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट क्या है इसकी आवश्यकता क्या है उद्देश्य क्या हैं हमारे पास है यह भी चर्चा की कि किस संदर्भ में यह आवश्यक है किस संदर्भ में सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट क्या आवश्यक है उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि डेवलपमेंट के चरण में भी इसकी आवश्यकता होती है इसके रखरखाव के चरण में इसकी आवश्यकता होती है यह भी कि अलग अलग उद्देश्य क्या हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं महत्वपूर्ण उद्देश्य जिनके लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट की आवश्यकता है हमने विभिन्न शब्दों को भी परिभाषित किया है सामान्य शब्द जो कि एक छात्र के रूप में क्या हैं आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावली क्या हैं जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या है बेसलाइन आइटम क्या है और क्या है रिवीजन है क्या रिलीज है इसलिए इस तरह की बुनियादी चीजों पर भी हमने यहां चर्चा की है तो वास्तव में अगले वास्तव में हम के बारे में देखना चाहिए हमने अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटकी मूल अवधारणा को देखा है फिर हमें यह देखना चाहिए कि इसे कैसे करना है किस प्रोसेसको करना है इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरियन द्वारा मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है आपको इसे ऑटोमेट करने की आवश्यकता होगी तो इसको ऑटोमेट करने के लिए कौन से टूंलस उपलब्ध हैं तो मैं बताऊंगा कि कुछ टूंलस ऐसा करने के लिए हैं और कुछ टूंलस स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं कुछ टूंलस कमर्शियल टूल्स हैं उदाहरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध टूंलस SCCS और RCS का उपयोग करेंगे तो उन टूंलस का विवरण है जो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इसे प्राप्त करने के लिए या सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशनमैनेजमेंट बनाने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए और अगली कक्षा में उन फेस पर चर्चा होगी और ये चीजें हमने मुख्य रूप से इन दो पुस्तकों से ली हैं